आज मैं आपको एक बहुत ही सरल प्रयोग की व्याख्या करूंगा कि किसी तरल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे नापते हैं इसके लिए हम पानी लेंगे हम पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापेंगे इसे नापने के लिए आप किस सिद्धांत का पालन करेंगे आपके पास पानी है और यह पानी और हवा का इंटरफ़ेस है माना की हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है और पानी का nw है अब यदि पानी में आपके पास वस्तु S है तो आप इस वस्तु का प्रतिबिंब हवा से देख सकते हैं जहां आप यह पाएंगे कि प्रतिबिंब अपवर्तित किरणों के कारण बनता है प्रकाश पानी से हवा में आता है और इस सतह पर अपवर्तन होता है यहां एक किरण सतह पर लंबवत गिरती है और यह बिना अपना मार्ग बदले परावर्तित हो जाएगी दूसरी किरण यह दूसरी किरण है ठीक है यह अधिक घना या हल्का माध्यम है तो यदि यह आपतन कोण है और यहां यदि मैं दूसरी तरफ से देखूं तो यह r है क्योंकि यह रिवर्सिबिलिटी सिद्धांत का पालन करती है मैंने इसे अभिलंब लिया है यह आपतन कोण i है यह अपवर्तित किरण या अपवर्तन कोण r है यह पहली अपवर्तित किरण है और यह दूसरी अपवर्तित किरण है हम यह देखेंगे कि बाहर हवा से प्रकाश इस बिंदु पर आ रहा है ठीक है यदि आप इसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं यह दोनों अपवर्तित किरणें यहां मिलेंगी यह प्रतिबिंब यहां इस जगह बनेगा ठीक है साथ ही साथ यदि हम पानी के अंदर वस्तु की ऊंचाई को देखेंगे यह कम हो गई है हम देखते हैं कि यह वस्तु ऊपर दिखाई देती है यदि आप दूसरी किरण AI लेते हैं और इसे बढ़ाते हैं तो वे यहां मिलेंगी यदि आप अपनी ऑंखें यहां रखे अपना ध्यान यहां रखें तो आप देख सकते हैं यह एंगुलर या कोण बहुत छोटा हैं स्नेल लॉ Snell's law का पालन करते हुए आप लिख सकते हैं की nosinr मैंने r क्यों लिखा ठीक है कभी कभी यहां यहां पर भ्रमित करता है क्योंकि हम आदतन कोण को हवा से पानी में विपरीत परिभाषित करते हैं no sinr nwsini रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अनुरूप यहां आपतन कोण है तो nw no sin r sin i लगभग यदि कोण बहुत कम है तो आप लिख सकते हैं nw no tan r tan i tan r और tan i यह कोण r है और यह कोण i है tan है OO'OS' और दूसरे मामले O S है इसलिए tan r OO' OS' और tan i OO' OS यह वास्तविक गहराई और प्रत्यक्ष गहराई के विभाजन के बराबर होगा यदि हम वास्तविक गहराई और प्रत्यक्ष गहराई को माप सकते हैं तो हम तरल या पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गणना कर सकते हैं इसको नापने के लिए निम्नलिखित क्रम का पालन करना होगा हम निम्नलिखित क्रम का पालन करेंगे यह क्रमशः तरीका है बीकर की निचली सतह के अंदर X चिन्ह को पढ़िए हम एक बीकर लेंगे और इसकी निचली सतह पर एक निशान जैसे X या प्लस या कुछ और या कोई गोल इंक निशान लगा लेंगे ठीक है फिर हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे ट्रैवलिंग सूक्ष्मदर्शी का और हम सूक्ष्मदर्शी को केंद्रित करेंगे वस्तुतः हम इसे क्रॉस वायर पर केंद्रित करेंगे तब आप इस तरह सूक्ष्मदर्शी को रखते हैं आप इस बीकर के ऊपर सूक्ष्मदर्शी को इस प्रकार रखते हैं कि आप इस क्रॉस निशान या प्लस निशान को देख पाए और हमें क्रॉस वायर के तल पर इस X के प्रतिबिंब को देखने के लिए ऊंचाई को एडजस्ट करना होगा ठीक है तब यह वस्तु पर अच्छी तरह से केंद्रित हो जाता है हम स्केल कि इस रीडिंग को लिख लेंगे माना यह d1 है फिर हम बीकर को तरल से भर लेंगे यहां हम पानी का उपयोग करेंगे और पुनः हम साफ प्रतिबिंब देखने के लिए दूरबीन की ऊंचाई को एडजस्ट करेंगे और पुनः स्केल की रीडिंग लिख लेंगे जो माना d2 है तब हम लिकोपोडियम या किसी चॉक पाउडर को पानी की सतह पर छिड़केंगे और तब पुनः हम पाउडर के प्रतिबिंब को देखने के लिए ऊंचाई को एडजस्ट कर लेंगे और रीडिंग लिख लेंगे यह पानी की सतह है यह पानी की सतह के लिए रीडिंग है यदि वह रीडिंग 3 है और यह पानी की सतह है तो अब वस्तु की पानी की सतह से दूरी क्या है अर्थात वस्तु की वास्तविक गहराई क्या है वह होगी d3 d1 या d1 d3 और प्रतिबिंब की प्रत्यक्ष ऊंचाई हमें d2 और d3 के अंतर से मिलेगी तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गणना कर पाएंगे ठीक है यह सारणी बहुत सरल है हमें सूक्ष्मदर्शी की सबसे छोटा मान लिखना है ठीक है यहां एक कॉलम क्रमांक के लिए है फिर d1 की रीडिंग अर्थात वस्तु की गहराई मुख्य स्केल की रीडिंग वर्नियर स्केल की रीडिंग और तब इनका सम फिर हम कुछ अवलोकन लेंगे उसके बाद हमें उनका औसत लेना होगा और फिर d2 अर्थात प्रतिबिंब के लिए रीडिंग तथा d3 लेंगे जोकि सतह की रीडिंग है तब आप पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nw की गणना कर सकते हैं या या वास्तव में आपको इस मॉड को रखना पड़ सकता है फिर आप क्या लेते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चलिए इस प्रयोग के लिए व्यवस्था को देखते हैं यह इस प्रयोग के लिए सेटअप है मुझे सिर्फ एक माइक्रोस्कोप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप travelling सूक्ष्मदर्शी की और मेरे पास बीकर है यहां आप देख सकते हैं कि यह वस्तु है यहां यह निशान S है यह निशान हमने बीकर के अंदर तल पर कहीं लगा रखा है यह हमारी वस्तु है आप जानते हैं कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप travelling सूक्ष्मदर्शी मैं 3 स्केल होते हैं एक इस दिशा में है दूसरा इस दिशा में और तीसरा वाला ऊंचाई की दिशा में है ठीक है अभी हमें इस सूक्ष्मदर्शी को बीकर के ऊपर रखने के लिए x और y दिशा में व्यवस्थित करना होगा हम इसे खींसकाने को लेकर परेशान नहीं होंगे परंतु पहले इसे x दिशा और y दिशा मे खींसकाना चाहिए अभी हम सिर्फ इस ऊंचाई को इसके स्केल के साथ एडजस्ट करेंगे यहां इस स्केल पर आप देखते हैं कि यह एक स्क्रूगेज की तरह काम करेगा क्योंकि यहां यह लीनियर स्केल है और यह सर्कुलर स्केल है ठीक है इसके 100 सर्कुलर डिवीजन है और यदि मैं घुमाता हूं 0 स्थिति कहां है मुझे लगता है यह 20 है हां 0 स्थिति दूसरी तरफ है यहां मैं देख सकता हूं यह 0 स्थिति है ठीक है यदि मैं इसे घुमा कर 0 स्थिति यहां लाता हूं तो मैं मुझे लगता है कि यह 0 स्थिति है ठीक है मुझे देखना चाहिए यहां क्या रीडिंग है मैं रीडिंग देख सकता हूं यह 25 या 25 मिली मीटर है हमें बस इसे खिंसकाने के लिए इसे एक बार घुमाना होगा मैं इसे 100 डिवीजन से घुमाता हूं ठीक है अब मैं देख सकता हूं इसकी रीडिंग है 24 24 मिलीमीटर है इसका मतलब है 100 डिवीजन के एक पूरे घुमाव में यह लीनियर स्केल 1 मिलीमीटर बदलता है सबसे छोटी गिनती आपको लेनी चाहिए इस स्केल की सबसे छोटी गिनती का उपयोग हम इस प्रयोग के दौरान करेंगे एक सबसे छोटा वह है 1 mm 100 सर्कुलर डिवीजन के लिए आपको मिलेगा 001 मिली मीटर और तब 0001 सेंटीमीटर यह सूक्ष्मदर्शी के इस स्केल के लिए सबसे छोटी गिनती है इस वर्टिकल स्केल का हम उपयोग करेंगे अब आगे मुझे उस वस्तु या उस निशान जो भी है उस पर केंद्रित करना चाहिए यह लगभग केंद्रित है हम इसे फोकस स्थिति में रखेंगे परंतु मुझे इससे दूसरी तरह से बदलना चाहिए जिससे मुझे साफ और तीक्ष्ण प्रतिबिंब मिले हमें सोचना चाहिए कि हमें ऐसा करना है अब यह धुंधला हो रहा है मुझे दूसरी तरह से करना होगा नहीं यह ज्यादा अच्छा नहीं है यह ज्यादा अच्छा दिख रहा है रीडिंग क्या है ठीक है परंतु मुझे लगता है यह पर्याप्त नहीं है मुझे जानना होगा ठीक है मैं इसे यहां स्थिर कर देता हूं और तब एडजस्ट करता हूं इसकी सहायता से मैं ऐसा कर सकता हूं हां अब यह अच्छी तरह केंद्रित है मुझे रीडिंग लेनी चाहिए अब रीडिंग 25 सेंटीमीटर है और यह 45 है ठीक है यह रीडिंग मैं लिख लूंगा मैं इस स्थिति में इस मुख्य स्केल या लीनियर स्केल की रीडिंग को लिख लूंगा ठीक है आपको इस लीनियर स्केल की रीडिंग को लिख लेना चाहिए और आप कौन सी इकाई उपयोग कर रहे हैं हमने सेंटीमीटर का उपयोग किया है हम इस 25 और वरर्नियर है 45 0001 इसे लेते हैं इसका सम होगा 2545 मैं दूसरी वाली नहीं ले रहा हूं आपको दो तीन बार केंद्रित करके दो तीन अवलोकन और उनकी रीडिंग लेनी चाहिए उसके बाद उनका औसत निकाले किंतु मैं यह एक रीडिंग लूंगा अब मैं आगे जाता हूं मैं पानी रखता हूं मैं पानी रखता हूं तो अब मुझे लगता है मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूं हां मुझे लगता है यह सही है थोड़ा सा और मैं कम करूंगा यह ठीक है अब इस पानी को मैंने बीकर में डाल लिया है और फिर इसे मैं दोबारा यहां रखता हूं ठीक है मुझे देखने दे कि मैंने इसे ठीक से रखा है यहां थोड़ा धुंधला है मुझे एक बार और केंद्रित करना होगा ठीक है मैं इस वाले स्क्रू को थोड़ा ढीला करता हूं और कोड को मुझे एडजस्ट करना चाहिए क्या मुझे ऊपर की ओर ले जाना है मुझे जाँच करनी है हाँ मुझे ऊपर ले जाना होगा अब यह मुझे लगभग मिल गया है मुझे एडजस्ट करना होगा मुझ अच्छी तरह केंद्रित करना होगा हां मुझे इसे थोड़ा हिलाना चाहिए अब यह ठीक से केंद्रित है तो अब मुझे यह रीडिंग लेनी होगी रीडिंग क्या है अब यहां 38 और यह है 36 38 और 36 किंतु यहां मैं नहीं जानता यह है 5 6 7 8 मैं 39 ले सकता हूं यह फ्यूजन कहलाता है यहां पर नीचे लंबन त्रुटि होगी आप जानते है यह 39 होगा अब पुनः d2 के लिए यह सर्कुलर स्केल की रीडिंग लिखनी चाहिए उसी तरह जैसे यह लीनियर स्केल की रीडिंग है मैंने आपको बताया था मैं भूल गया 39 हाँ 39 है और दूसरी वाली 36 36 सर्कुलर स्केल की रीडिंग 36001 कुल होगा 3936 ठीक है आपको दो या तीन अवलोकन और लेनी चाहिए अब मैं d3 अर्थात सतह के लिए रीडिंग लूंगा ठीक है मैं थोड़ी चॉक डस्ट का उपयोग करूंगा इस तरह की यह सतह दिखाई दे चलिए मैं जांच करता हूं कि क्या मुझे और चॉक डस्ट डालनी चाहिए या नहीं मुझे थोड़ी ऊंचाई और लेनी होगी मुझे लगता है मुझे थोड़ी और डस्ट लेनी चाहिए मैं नहीं देख सकता ठीक है मुझे बहुत ज्यादा भी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि तब ऊंचाई बदल जाएगी ठीक है मैं देख सकता हूं यह यहां होगी मैं यहां नीचे देखता हूं क्या ऊपर होनी चाहिए किंतु ऐसा लगता है कि मैं केंद्रित करने के लिए धूल प्राप्त करने के लिए जांच कर रहा हूं यह है मैं नहीं जानताधूल मैं नहीं जानता कि धूल अधिक है या यह केंद्रित नहीं है मुझे लगता है हम इस जगह पर आ सकते हैं मुझे देखने दे मुझे लगता है यह वह जगह हो सकती है परंतु मुझे कुछ करना चाहिए मैं नहीं जानता कुछ बीकर यह नहीं है हां मुझे लगता है यहां पर मुझे मिलेगा मुझे परेशानी आ रही है मुझे लगता है यह जगह है हां मुझे लगता है कि मैं क्योंकि यह सफेद है और साथ ही यह अब पानी बन गया है यह साफ नहीं है मुझे लगता है मुझे थोड़ी अधिक चाक डस्ट और लेनी चाहिए मैं लगभग इस बिंदु पर केंद्रित कर सकता हूं विद्यार्थियों यह रीडिंग 8 है यह 8 रीडिंग है और यह वाली 40 है 8 सेंटीमीटर है यह रीडिंग 8 सेंटीमीटर है और यह वाली 40 001 यह कुल 8040 होगी

यहां आप देख सकते हैं कि हम पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना सही सही मान निकाल सकते हैं जो है 133 ग्लास के लिए हम इसे 15 और पानी के लिए हम इसे 133 लेते हैं यहां 9 है किंतु इस दूसरे पर यह ठीक है यह बिल्कुल वही है जो मान आपका किताब में आता है सरल प्रयोग से पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप सकते हैं यह अच्छा है कि मैं अच्छे से ध्यान दे पाया आपको कोशिश करनी चाहिए कुछ अवलोकन ले और उनका औसत ले आपको और अच्छा परिणाम मिल सकता है यह 333 और 334 के बीच है आपको इस परिणाम से ज्यादा अच्छा परिणाम मिल सकता है इसके लिए आपको त्रुटि आदि की गणना करनी चाहिए आप जानते हैं उसे कैसे करते हैं मैंने कुछ प्रयोगों के लिए उसने बताया था मैं इस प्रयोग के लिए उसे पुनः नहीं दोहराऊंगा यह बहुत सरल और अच्छा प्रयोग है और बहुत ही आसानी से आपको तरल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल सकता है आप पानी की जगह कोई और तरल भी ले सकते हैं और इसे माप सकते हैं यहां मैं समाप्त करता हूं Thank you धन्यवाद